Fundamentals of Electrical Engineering फंडामेंटल्स ऑफ़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग Prof Debapriya Das प्रोफ देबप्रिया दास Department of Electrical Engineering डिपार्टमेंट ऑफ़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग Indian institute of Technology Kharagpur इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी खरगपुर Lecture 52 लेक्चर 52 Magnetic Circuits Contd मेग्नेटिक सर्किट कॉन्टिनुइड रिफर स्लाइड टाइम 0019 तो अब यह सब अब यह सब नोमेंक्लेचरर नीचे दिए गए हैं सिर्फ एक मिनट इसलिए ये सभी नीचे दिए गए हैं तो यह इस r कोइल का म्यूच्यूअल इंडकटेन्स है इस तरह के अब r सफिक्स का अर्थ देखें तो यह किस तरह से कॉल कर सकते हैं पता लगा सकते हैं कि म्यूच्यूअल इंडकटेन्स क्या होगा रिफर स्लाइड टाइम 0046 तो L1 कॉइल का सेल्फ इंडकटेन्स है सब कुछ दिया गया है सभी नोमेंक्लेचरर दिये गये है L2 कॉइल का सेल्फ इंडकटेन्स N 1 कॉइल 1 के नंबर ऑफ़ टर्न है N 2 कॉइल नंबर ऑफ़ टर्न है रिफर स्लाइड टाइम 0056 मेग्नेटिक फ्लक्स है जो कॉइल 1 से निकलता है और लिंक कॉइल 1 का 11 कम्पोनेंट मैंने बताया है और कॉइल 1 और अन्य कॉइल दोनों को लिंक करता है जो मैंने बताया है तो इसलिए 12 टोटल फ्लक्स हैं रिफर स्लाइड टाइम 0116 अब हालांकि 2 कॉइल फिजिकली अलग हैं उन्हें मेग्नेटिक रूप से कपल्ड कहा जाता है क्योंकि फ्लक्स का फ्लक्स भाग दूसरे कॉइल को भी लिंक करता है चूंकि इनटायर फ्लक्स कॉइल 1 को लिंक करता है इसलिए कॉइल 1 में वोल्टेज इंड्यूस v1N 1 ddt होगा क्योंकि 12 हैं तो पूरा कॉइल 1 को लिंक करता हैं इसलिए वोल्टेज v1 इंडयुसिंग कॉइल 1 N 1ddt होगा और केवल फ्लक्स 2 लिंक कॉइल हैं रिफर स्लाइड टाइम 0150 तो कॉइल में इंडयुसड वोल्टेज v2 N 2 d2 dt होगा यह डायग्राम यह डायग्राम v2 होगा इस नंबर ऑफ़ टर्न N 2 ddt है क्योंकि phi कॉइल को लिंक करना चाहते है तो v2 N 2 d2 dt हैं रिफर स्लाइड टाइम 0214 अब जैसा कि फ्लक्स कॉइल 1 में फ्लो होने वाले करंट i1 के कारण होता हैं हम v1 के लिए लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं क्योंकि फ्लक्स r करंट i1 के कारण होता है क्योंकि r कॉइल कोई करंट सोर्स कनेक्ट नहीं होता है तो v1हम लिख सकते हैं कि वह चैन रूल N 1 d di1 di1dt लिख सकते हैं यह L1 di1dt लिख सकते है तो इसका मतलब है कि L1 वास्तव में L1d di1 यह वास्तव में कॉइल 1 का सेल्फ इंडकटेन्स है यह कॉइल 1 का सेल्फ इंडकटेन्स है रिफर स्लाइड टाइम 0249 अब इसी तरह v2 केस के लिए v2 केस में हम फिर से चैन रूल लिख सकते हैं v2N 2 d2 di1di1dt वास्तव में यह वास्तव में म्यूच्यूअल इंडकटेन्स है तो N 2 d2 di1 हम लिख रहे हैं N21 di1dt जहां M21N2r क्या कॉल N 2 dd2 di1यह वास्तव में म्यूच्यूअल इंडकटेन्स है रिफर स्लाइड टाइम 0315 तो M21 कॉइल का म्यूच्यूअल इंडकटेन्स कॉइल 1 के रिस्पेक्ट में यह सफिक्स का अर्थ है इसके बारबर है इसीलिए मैंने सबस्क्रिप्ट 2 1 के लिए लिखा है जो इंडकटेन्स को शो करता है M21 कॉइल में इंडयुसड वोल्टेज कॉइल 1 में करंट से मीनिंग रिलेटेड है ताकि कोई कनफूजन न हो रिफर स्लाइड टाइम 0338 तो इस प्रकार ओपन सर्किट म्यूचुअल वोल्टेज या कॉइल में इंडयुसड वोल्टेज v2M21di1dt होगा क्योंकि फ्लक्स i1वास्तव में r करंट i1 क्रिएट कर रहा है वास्तव में फ्लक्स i1 और फ्लक्स को जोड़ने वाले फ्लक्स का हिस्सा हैं इसलिए v2 M21di1dt होगा कि वहाँ यह है तो v2N21di1dt यह अन्य कॉइल के मेन फ्लक्स के कारण एक इनर इंडयूस्ड वोल्टेज है रिफर स्लाइड टाइम 0412 तो अब इसी तरह अगर यह साइड अगर करंट i 2 से एक्साइटेड है और इस तरफ यह rv1L1 L2d है तो यहां भी टोटल फ्लक्स के समान है टोटल फ्लक्स है तो rके फ्लक्स का वह हिस्सा जो वास्तव में इस कॉइल 1 को जोड़ता है और यह r कॉइलिंग है लेकिन यह और तो दोनों लेकिन यह टोटल फ्लक्स है तो यह और दोनों लिंकिंग कॉइल और यह वोल्टेज v2 है यह पहले जैसा ही है यह कॉइल के रिस्पेक्ट में कॉइल 1 का म्यूच्यूअल इंडकटेन्स है रिफर स्लाइड टाइम 0503 तो इसेपहले जैसा ही होने दें v2 कॉइल नंबर ऑफ़ टर्नस N 2 d dt होगा वह N 2 d di2di2dt चैन रुल है तो यह di2dt है तो कॉइल का सेल्फ इंडकटेन्स मुख्य रूप से कहा जाता है और v1 उस फ्लक्स लिंकिंग के कारण होने वाला इंड्यूस वोल्टेज है जो कॉइल 1 में है जो r कॉइल में करंट के कारण होता है तो v1 N 1 ddt N 1ddi2di2di2 बाय dt यह फिर से चैन रुल हैं तो यह भाग इस भाग को rM12 कहते हैं जो di2dt है इसलिए v1M12di2dt हैं रिफर स्लाइड टाइम 0549 लेकिन M12 और M12 बराबर है कि M12M21 M यह अलग नहीं हो सकता है इस तरह से म्यूच्यूअल इंडकटेन्स सेम होना चाहिए तो M वास्तव में M12M21है तो यह r इकवेशन नंबर I है जिसे मैंने केवल स्टेप बाय स्टेप समझने योग्य नहीं बनाया है रिफर स्लाइड टाइम 0614 अब मैंने जो कुछ लिखा है उसे ध्यान में रखें कि म्यूच्यूअल कपलिंग केवल तभी मौजूद होता है जब इंडकटर या कॉइल क्लोज प्रोक्सिमिटी में होते हैं और सर्किट अलग अलग टाइम वेरीइंग सोर्स से ड्रिवन होते हैं तो यह मैंने याद करने के लिए लिखा है कि इंडक्टर्स शॉर्ट सर्किट की तरह काम करते हैं शॉर्ट सर्किट से dc तो इसीलिए इसे ध्यान में रखने के लिए लिखा गया है म्यूच्यूअल कपलिंग केवल तभी मौजूद होती है जब इंडकटर कॉइल क्लोज प्रोक्सिमिटी में होते हैं और सर्किट टाइम वेरिंग सोर्स से ड्रिवन होते हैं रिफर स्लाइड टाइम 0645 अब म्यूच्यूअल वोल्टेज की पोलारिटी यह वेरी होती है यह केवल एक चीज है जिसे हमें म्यूच्यूअल वोल्टेज की पोलारिटी को देखना है चाहे वह या M didt है यह डीटरमाइन करना आसान नहीं है क्योंकि चार टर्मिनल शामिल हैं क्योंकि r को क्या कहते हैं यह कॉइल 1 साइड में वोल्टेज टर्मिनल और किस कॉइल में कॉइल यह साइड भी हैं तो चार टर्मिनल शामिल हैं M didt के लिए सही पोलारिटी की चॉइस ओरिएंटेशन या विशेष तरीके से एक्सामिनिंग करके किया जाता है जिसमें दोनों कॉइल फिसिक्ली रूप से वाउंड होती हैं और लेंज़ लॉ Lenz's law का उपयोग करते हैं हैण्ड रूल के कंजक्शन के साथ यह रूल कठिन है रिफर स्लाइड टाइम 0722 लेकिन हमारे सर्किट एनालिसिस के लिए हम क्या करेंगे सर्किट एनालिसिस में हमारे मेग्नेटिक सर्किट एनालिसिस में डॉट कन्वेंशन अप्लाई करेंगे या यह बात उस डॉट कन्वेंशन को अप्लाई करेगी रिफर स्लाइड टाइम 0741 तो इस कन्वेंशन के द्वारा सर्किट में एक डॉट रखा जाता है और यदि करंट कॉइल के डॉटेड टर्मिनल में इंटर करता है तो प्रत्येक का एक एंड मेग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन को इंडीकेट करने के लिए दो मेग्नेटिकली कॉइल्स हैं अब प्रश्न यह है कि कौन सी डॉट कन्वेंशन का उपयोग करेगे मान लीजिए कि यह डॉट है आइए इसे समझने की कोशिश करें मान लीजिए कि डॉट यहां है तो डॉट बनाएं और यहां भी डॉट है यहां भी डॉट है यहां भी डॉट है और इलस्ट्रेशन डॉट और कॉइल यहां वाउंड हैं या कॉइल यहां वाउंड हैं अब क्वेश्चन करंट i1 की डायरेक्शन है और i2 की डायरेक्शन है रिफर टाइम 0823 इस डायरेक्शन में डायरेक्शन हैं अब क्वेश्चन यह है कि या कैसे लें अब सवाल यह है कि यह है कि करंट में इंटरिंग अब r को ग्रैब करता है जो यह r कॉइल ग्रैब करता है तो करंट ग्रैब की डायरेक्शन में इसे बस इस तरह कहते हैं और इस तरह से इसे कहते हैं यह वास्तव में फ्लक्स है फ्लक्स की यह डायरेक्शन यह फ्लक्स की डायरेक्शन है तो इस कॉइल के लिए 1वास्तव में 12 क्योंकि यह एक डायरेक्शन है अंततः यह जिस डायरेक्शन में ले जा रहा है वह करंट की डायरेक्शन में ग्रैब करता है जो कि करंट की डायरेक्शन में करता है यही कारण है कि यह कॉइल यह कॉइल है करंट की यह डायरेक्शन में यह कॉइल वाउंड है तो इसे ग्रैब करते है और यह करंट की डायरेक्शन में होता है जो कॉइल को ग्रैब करता है और यह करंट की डायरेक्शन में होता है और थंब फ्लक्स की r डायरेक्शन को इंडीकेट करेगा तो यह इसके लिए बाहर आ रहा है 2 और यह भी इससे बाहर आ रहा है इसलिए इस तरह से आगे बढ़ रहा है क्योंकि यह कॉइल 1 1 को लिंक करते हैं और इसका एक हिस्सा यहां आ रहा है और r कॉइल को लिंक कर रहा है इसी तरह इस तरफ भी करंट i 2 डॉट में इंटर कर रहा है पर मेरे पास इस तरह की जगह है यहाँ भी अगर इस तरह से करें कि करंट इस डायरेक्शन में घूम रहा है और उसे ग्रैब कर रहे है कि करंट की डायरेक्शन में कौन सी कॉइल है और वह उंगली इस तरह से दिख रही है यह इस r के बॉटम पर आ रहा है जो इस फिगर में इस साइड के निचले भाग को कह सकते हैं इसका मतलब है कि फ्लक्स r क्या आ रहा है इसके लिए बाहर आ रहा है इसलिए यह बात है और इसलिए यह फ्लक्स की डायरेक्शन है अब यह वास्तव में है और दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं यह एडिटिव नहीं है तो लेकिन यह वास्तव में इस कॉइल को लिंक कर रहा हैं और सभीऔर r जिसे rऔर यह सब लिंकिंग कॉइल कहते हैं इसलिए इस तरह से डॉट कन्वेंशन को समझना होगा तो अगर ऐसा है तो यह डॉट कन्वेंशन का एक्साम्पल है कि हम इसे कैसे करेंगे तो मैं इसे स्पष्ट कर दूं तो आशा है कि फ्लक्स की यह डायरेक्शन कि चीजें कैसे आती हैं समझ में आ गया है कि क्या है कॉइल को देखो करंट की डायरेक्शन को ग्रैब करो ग्रैब करो कॉइल करंट की डायरेक्शन में और थम्ब की डायरेक्शन फ्लक्स की डायरेक्शन होगी और इस तरफ वोल्टेज v2 इस तरफ वोल्टेज दिया गया है आशा है कि यह समझ में आया है रिफर स्लाइड टाइम 1101 रिफर स्लाइड टाइम 1107 तो इस तरह डॉट्स का उपयोग इस डॉट का उपयोग करके म्यूच्यूअल वोल्टेज की पोलारिटी डीटरमाइन करने के लिए किया जाता है अब क्वेश्चन यह है कि मान लीजिए कि डॉट कन्वेंशन इस प्रकार बताया गया है रिफर स्लाइड टाइम 1111 यदि एक कॉइल के डॉटेड टर्मिनल में एक करंट इंटर करता है तो दूसरे कॉइल में म्यूच्यूअल वोल्टेज की रिफरेन्स पोलारिटी दूसरे कॉइल के डॉटेड टर्मिनल पर पॉजिटिव होती है यह वह भाषा है जो मैंने लिखी है जो उस फिगर और अन्य चीजों पर आएगी यदि करंट एक कॉइल के डॉटेड टर्मिनल में इंटर करता है तो दूसरे कॉइल में म्यूच्यूअल वोल्टेज की रिफरेन्स पोलरिटी दूसरी कॉइल के डॉटेड टर्मिनल पर पॉजिटिव होती है रिफर स्लाइड टाइम 1140 इसलिए अल्टरनेटीवली यदि कोई करंट एक कॉइल के डॉटेड टर्मिनल को लीव करता है तो दूसरे कॉइल में म्यूच्यूअल वोल्टेज की रिफरेन्स पोलारिटी दूसरे कॉइल के डॉटेड टर्मिनल पर पॉजिटिव होती है अभी के लिए अगर इस पर आएं रिफर स्लाइड टाइम 1156 मान लीजिए कि यह r इस करंट को r क्या कहता है figure 10 में क्या है 2 कॉइल हैं यह दिखाया गया है कि यह डॉट्स दिखाए गए हैं यहां करंट i1 इंटर कर रहा है और इस कॉइल के बीच म्यूच्यूअल इंडकटेंस M द्वारा दिखाया गया है यह M एक म्यूच्यूअल इंडकटेंस है और यह कॉइल है M di1 लिखा जाना चाहिए क्योंकि करंट i1 है और इस M di1 बाय dt में म्यूच्यूअल वोल्टेज इंडयुसड है यह एक म्यूच्यूअल इंडकटेंस है हम M12 या M21M12 बराबर M21 M नहीं लिख रहे हैं रिफर स्लाइड टाइम 1227 अब फिगर 10 में म्यूच्यूअल वोल्टेज का साइन v2 के रिफरेन्स पोलारिटी और i1 की डायरेक्शन द्वारा निर्धारित किया जाता है तो इस केस में करंट उनके किस कॉल में इंटर कर रहा है यह एक रिफरेन्स पोलरिटी दी गई है जो कि r है और करंट इंटरिंग r डॉट है और यह रिफरेन्स पोलरिटी है तो और डॉट को यहां रिफरेन्स पोलरिटी में मार्क किया गया है इसलिए यह वास्तव में v2 M di1dt है तो यह वास्तव में साइन M di1dt नेक्स्ट है यही कारण है कि v2 के लिए रिफरेन्स पोलरिटी और i1 की डायरेक्शन के द्वारा निर्धारित लिखा गया है रिफर स्लाइड टाइम 1309 अब इसी प्रकार अब वह I है जो i1 है कॉइल 1 के डॉटेड टर्मिनल में इंटर करता है तो मैं वास्तव में डॉट में इंटर कर रहा हूं यह i1 वास्तव में डॉटेड टर्मिनल में इंटर कर रहा है और हम देखेंगे तो और v2 डॉटेड टर्मिनल कॉइल पर पॉजिटिव है इसलिए म्यूच्यूअल वोल्टेज M d Idi1dt है यह हमारी रिफरेन्स पोलारिटी है यह एक रिफरेन्स पोलारिटी लिया है तो डॉट वास्तव में यह है कि रिफरेन्स पोलारिटी लिया है और डॉट भी रिफरेन्स होगा तो यही कारण है कि यह एक v2 M didt है इसलिए यह लिखा है कि r क्या कॉल है कि v2 कॉइल के डॉटेड टर्मिनल पर पॉजिटिव है तो म्यूच्यूअल वोल्टेज M di1dt है इसलिए i1 कॉइल 1 के डॉटेड टर्मिनल में इंटर करता और v2 और v2 कॉइल के डॉटेड टर्मिनल पर पॉजिटिव है रिफर स्लाइड टाइम 1405 अब म्यूच्यूअल वोल्टेज M di1dt है अब अगला दूसरा डायग्राम है इसलिए डॉट यहाँ है और डॉट यहाँ है मान लीजिए कि इसे मार्क किया गया है तो करंट इस डॉट में इंटर कर रहा है लेकिन इस केस में एक रिफरेन्स पोलारिटी में यहां यह है डॉट इस डॉट को एक रिफरेन्स पोलारिटी पर रखा गया है तो v2 M di1dt होगा यह वह है कि करंट हालांकि करंट डॉट में इंटर कर रहा है लेकिन डॉट यहाँ एक रिफरेन्स पोलारिटी v2 के लिए है तो यह M di1dt होगा जब दोनों r दोनों आकार के करंट r इंजेक्ट किए जाते हैं तो हम बाद में देखेंगे रिफर स्लाइड टाइम 1443 अब इसी तरह अब इस तरफ भी करंट i 2 r क्या कॉल r है जिसे करंट i 2 कहा जाता है r यहाँ इंटर कर रहा है लेकिन यहाँ डॉट को छोड़कर यहाँ दिखेगा कि यह करंट i 2 है करंट i 2 वास्तव में डॉट को लीव कर रहा है लेकिन सवाल यह है कि यहां रिफरेन्स पोलारिटी है यह वही है जिसे यह r रिफरेन्स पोलारिटी है यहां यह है और यहां यह r है लेकिन डॉट से करंट लीव कर रहा है इसलिए यहां है क्योंकि यहां डॉट करंट को वास्तव में लीव कर रहा है तो इसका मतलब है यह r क्या कॉल है यह r है तो एक और बात यह है कि r इसलिए यह M di2bydt है क्योंकि यहाँ करंट i 2 है लेकिन यहाँ करंट पुट कर दिया जाता है कि करंट यहाँ डॉट है तो चांस से यहाँ है मान लीजिए अगर डॉट पुट करते है तो यह M di2by dt होगा लेकिन सवाल यह है कि यहाँ करंट r डॉट को लीव कौन सी कॉल है यह डॉट को छोड़कर डॉट में इंटर करते हुए या डॉट को लीव करते हुए देखना है लेकिन रिफरेन्स पोलरिटी हालांकि यह साइड 1 है लेकिन करंट डॉट को लीव कर रहा है तो यह M di2dt हैं रिफर स्लाइड टाइम 1555 इसी तरह यदि यहां देखें तो इस केस में यदि यहां करंट देखें तो वास्तव में यह i 2 डॉट को छोड़कर यहां है और इसमें रिफरेन्स पोलरिटी भी है और करंट डॉट को लीव कर रहा है यानी यह होगा तो विचार यह है कि वे कैसे याद करते हैं मैं एक अलग नियम बताऊंगा एक्साम्पल के लिए मान लीजिए कि यह यह मार्क है तो सवाल यह है कि यदि दोनों डॉट यहाँ हैं तो यह होगा यदि इनमें से या तो यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है तो यह r r है तो यह इस प्रकार है तो यदि यह या तो यहाँ है या यहाँ है तो यह है तो यह साइन होगा और यदि है तो यह साइन होगा तो इसीलिए यह साइन है इस तरह से आसानी से याद किया जा सकता है जैसे a तो यह एक ऐसा नियम है जो कहीं नहीं बताएगे यह सिर्फ इतना है कि यदि आप इसे ध्यान में रखना चाहते हैं तो पाएंगे कि चीजें बहुत सरल हैं दोनों डॉट देखें मेरा मतलब है कि इस तरह की चीज़ यहाँ है यहां यह है यहां करंट टर्मिनल रिफरेन्स डॉट छोड़ दें यह एक फ्लक्स आ रहा है इसी तरह अगर यहां देखें अगर यहां देखें तो यह यहां है यह यहां है और यहां होना चाहिए यहां यह है यहां है तो हैं इसी तरह अगर डॉट डालते हैं तो यहां और डॉट यहाँ ऐसा है यह फिर से r होगा यह r होगा जिसे किया जाएगा तो इस तरह से याद किया जा सकता है अगर अन्य 2 फिगर आते हैं तो यहां देखें कि यह r है अगर इसे मार्क करें यह मेरा है यह है तो देखो जैसे डॉट को उल्टा करने के लिए आ रहा हैयह इस तरह से भी कर सकते है तो यह भी r बन जाएगा इसे क्या कहा जाएगा यह होगा तो मैं यह क्लियर कर दूं कि यह फिगर 1 के लिए समान है वही इस फिगर 1 के लिए है यह है यदि इसे मार्क करें तो करंट इसे के रूप में मार्क कर रहा है और यह है तो o यह है तो इस तरह से लिख सकते हैं इस तरह से कर सकते हैं प्लीज इसके साथ साइन कैसे प्राप्त करें रिफर स्लाइड टाइम 1819 तो अब अगला डॉट कन्वेंशन लेंगे यह rL1 है कॉइल का इंडकटेंस सेल्फ इंडकटेंस कॉइल L1 और म्यूच्यूअल इंडकटेंस M को यह साइड करंट i1 दिया जाता है यह साइड करंट i 2 है तो इस मामले में क्या होगा दोनों केस करंट यहाँ है करंट यहाँ है लेकिन देखो कि कन्वेंशन करंट है डॉट में इंटर कर रहा है और यह करंट भी उस डॉट में इंटर कर रहा है डॉट में इंटर करने वाले दोनों करंट इसका मतलब है कि साइन होगा इसलिए v1 को L1di1dt M di2 बाय dt तक लिखना है यह v1 है तो यह r v1 लिखने के लिए L1di1dt तब लिखा जाता है लेकिन इसके कारण i 2 कि कुछ वोल्टेज कॉइल r में इंडयुसड होंगी जिसे कॉइल 1 कहते हैं तो वह म्यूच्यूअल इंडकटेंस M di2dt है इसी तरह v2 के लिए di2by dt M हैं तो क्या कॉल करेंdi1dt didt इसे एक साथ यह इकवेशन 1 है इस तरह से लिख सकते हैं अब यदि इस डॉट में से किसी एक को बदल दिया जाता है अगर इसे कुछ समय बाद बदल दिया जाता है तो यह डॉट यहां है या मुझे इसे क्लियर करने दें या यह डॉट यहां है यह उस स्थिति में होगा r साइन क्या होगा उसी साइन को बदल देगा बदल जाएगा एक्साम्पल के लिए यदि यह r यह डॉट यहाँ है तो मान लीजिए कि यह वहाँ नहीं है तो यह होगा मैंने कुछ इस तरह से कहा क्योंकि वास्तव में इस डॉट को लीव करने वाला करंट अगर डॉट यहाँ है तो इसका मतलब है कि यह करंट इंटर कर रहा है और दूसरा जा रहा है साइन लेना होगा उस स्थिति में यह कॉल होगा तो यहाँ भी यह होगा तो यह अभी होगा रिफर स्लाइड टाइम 2005 तो इसीलिए डॉट्स को रीवर्सिंग या करंट की अस्युम डायरेक्शन या किसी भी वाइंडिंग में वोल्टेज को रीवर्सिंग से इकवेशन 1 में म्यूच्यूअल r टर्म्स का साइन बदल जाएगा भले ही मैंने या तो उस डॉट को बताया या रिवर्स किया हो यह देखना होगा कि करंट डॉट लिविंग है एक्साम्पल के लिए यदि केवल इस डायरेक्शन के बजाय मान लें कि करंट डायरेक्शन इस तरह है इसका मतलब है यह क्या है यह करंट डॉट को लीव कर रहा है और यह डॉट में इंटर कर रहा है देखें यह होगा यदि दोनों करंट डॉट में इंटर करते हैं तो यह साइन होगा यदि दोनों करंट उस डॉट को लीव करेंगे तो यह भी साइन होगा अगर एक करंट r डॉट में इंटर कर रहा है और डॉट को लीव कर रहा है तो यह नेगेटिव साइन होगा तो यहाँ सब कुछ के लिए लिखा गया है रिफर स्लाइड टाइम 2053 अब यदि यह दोनों टाइम डोमेन में है अब यदि हम चाहते हैं कि यह r फ़्रीक्वेंसी डोमेन हो तो रिएक्टेंस म्यूच्यूअल रिएक्टेंस LL होगा जिसका हमने स्टडी किया है तो यह j M होगा और यह मेरा rI करंट i1 यह i 2 है और यह j L1 है और यह rj है यह xL1x xL1है L1x और x M w M है जो म्यूच्यूअल रिएक्टेंस है तो यहाँ कभी कभी लिखें कभी कभी लिखें x M M यह r म्यूच्यूअल रिएक्टेंस है और यहाँ यह एक r xऔर यह एक xL1 कॉइल का रिएक्टेंस 1 कॉइल का रिएक्टेंस और j है क्योंकि यह इंडकटिव कॉइल है और यह j है क्योंकि यह इंडकटिव कॉइल और यह r म्यूच्यूअल रिएक्टेंस है तो यह फ़्रीक्वेंसी डोमेन में है यहाँ फ़्रीक्वेंसी डोमेन में जो कुछ भी थोड़ा थोड़ा करके सभी समस्या का समाधान करेगे तो अब यह अब इस कॉइल के कारण सॉरी क्योंकि इस करंट के कारण इसमें एक म्यूच्यूअल वोल्टेज इंडयुस होगा रिफर स्लाइड टाइम 2205 तो उस स्थिति में यह एक i1 लिख सकते है L1 यहाँ हैं यह इंडकटर है यह L1 है या लिख सकते है या लिख सकते है कि क्या एक रीएक्टेंस L1j L1 डाल सकते है यह भी लिख सकते है यह कॉइल 1 की रीएक्टेंस है और वोल्टेज की वजह से इंडयुस करें तो यह j M i 2 और j l होगा इस करंट i 2 के कारण एक वोल्टेज इंडयुस होगा और यह r म्यूच्यूअल इंडकटेंस M था तो यह j M होगा और यह i1 j Mr होगा अब क्वेश्चन हैं थोडा होल्ड करे यह समझाता हू L1 के बजाय मैं रीएक्टेंस करता हूं और यह करंट i हैं इसलिए वोल्टेज यहां आसानी से पता लगा सकता है कि करंट क्या होगा तो बस मुझे इसे क्लियर करने दें यहां यह है यह इकवेशन भी इस इकवेशन में वही मिलेगा जो इस स्टेज पर याद रखेगा ddt को r jω के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा यदि dt यह d dtj द्वारा रिप्लेस किया जाता है और पाएंगे कि यह j L1i1r M j M i 2 रिप्लेस d by dt by j हो जाएगा इस इकवेशन में वही चीज़ मिलेगी तो उसके अनुसार r में उस r फ़्रीक्वेंसी डोमेन में क्या कॉल होता है अन्य कॉइल में उस इंड्यूस वोल्टेज की पोलारिटी ली जाती है यदि यहाँ रखा जाए तो r d बाय dt को r jω से बदल दें तो यह L1ji1 बन जाएगा इसका मतलब है मूल रूप से यह jL1i1 बन जाएगा यहाँ भी यह j M i 2 बन जाएगा रिफर स्लाइड टाइम 2351 तो इसका मतलब है यह वह है जिसे इस इकवेशन को लिखा जाता है अब फिर i1 आसानी से एक i1v1से डिवाइडेड बाय j L1 j M r लिख सकते है इसे क्या कहते हैं यह इकवेशन rv1 rij L1j M i 2 लिख सकते है तो मेरा मतलब है मेरा मतलब है कि यदि इकवेशन 1 लिखें बाद में हम देखेगे कि सोल्व केसे करेंगे एक्साम्पल के लिए इसे सोल्व करने का तरीका देखें यदि v1r jL1 तो i1 लिखें और यह r इंडयुसड वोल्टेज r है म्यूच्यूअल कपलिंग के कारण यह वोल्टेज सोर्स यहां जोड़ा गया है तो r j Mr i 2v1a k v l को पुट करे तो यहां r रखें k v l को यहां अप्लाई करने पर बाद में देखेंगे कि इसे कैसे सोल्व किया जाए कुछ प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी तो म्यूच्यूअल इंडकटेंस और वोल्टेज जनरेटर तो इस तरह फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्लेस कर सकते हैं यहां म्यूच्यूअल इंडकटेंस और r वोल्टेज जनरेटर लिखा जा सकता है जैसे कि यह कुछ वोल्टेज जनरेट कर रहा है रिफर स्लाइड टाइम 2457 तो अब 2 कॉइल सीरीज में हैं यदि 2 कॉइल सीरीज में हैं तो यह कैसा दिखता है इस मामले में केवल इस मामले में इकवेशन कैसे लिखना है क्योंकि यह 2 कॉइल सीरीज है क्या वे दिखते हैं यहां यह 1 कॉइल में डॉट करंट इंटर कर रहा है दूसरे कॉइल में डॉट भी वही करंट डॉट में इंटर कर रहा हूं इसका मतलब है कि साइन होना चाहिए यह है L1 उनके इंडकटेंस तो क्लियर i1 डॉट में इंटर कर रहा है यह सब एक कॉइल है जिसे यहां डॉट मार्क किया गया है तो करंट डॉट में इंटर कर रहा है और यह एक और कॉइल है जो डॉट यहाँ मार्क है तो करंट वास्तव में पहली कॉइल के डॉट में इंटर कर रहा है वही करंट r 2nd कॉइल के डॉट में इंटर कर रहा हैं तो साइन होना चाहिए तो इसीलिए सबसे पहले अगर v लिखें v यह L1d I होगा और उनके बीच उनका म्यूच्यूअल इंडकटर M है तो v L1didt M करंट समान नहीं है यह एक सीरीज सर्किट है इसलिए करंट di2 बाय dt M didt समान है क्योंकि 2 कॉइल हैं तो रिपीटेशन होगा सर्किट दो बार आएगा एक बार जब इस कॉइल के लिए r लिख रहा होगा कि यह M di था तो इस कॉइल के कारण dt इस कॉइल के लिए आएगा और इस कॉइल का M के लिए यहां आएगा तो रिपीटेशन होगा ऐसा नहीं होना चाहिए इसके लिए कोई एरर नहीं करनी चाहिए इसलिए दो बार है यह r कॉइल प्रत्येक कॉइल को इंडिपेंडेंट रूप से मानते हैं और इसलिए दो बार है तो एक बार इस कॉइल की वजह से एक ही करंट फ्लो होता है जो M didt में इंडयुसड होता है इसी तरह इस कॉइल के कारण करंट I एक वोल्टेज फ्लो कर रहा है जो सिर्फ 2 कॉइल M didt में इंडयुसड होगा तो इसीलिए यह ट्वाइस हो गया है v L1 M didt यह टाइम डोमेन सर्किट है एक ही बात होगी मान लीजिए कि एक और चीज हो सकती है मैं इसे स्पष्ट कर दूं मान लीजिए कि यह यहां नहीं है मान लीजिए कि मैं उस डॉट को इस कॉइल में इंटर करता हूं तो उस स्थिति में क्या होगा करंट I मैं वास्तव में इस डॉट में इंटर कर रहा हूं लेकिन यह मैं डॉट लीव कर रहा हूं यह वहां नहीं है ऐसा नहीं है मान लीजिए कि डॉट यहां है डॉट बना दिया है तो एक कॉइल में इंटर करने वाला करंट लेकिन दूसरा कॉइल करंट डॉट को लीव कर देता है तो उस स्थिति में इसका साइन होना चाहिए जबकि इसका साइन होना चाहिए यह होगा यह होगा सॉरी यह मुझे यह क्लियर करना चाहिए इसका साइन होगा और केवल इसका साइन होगा अगर यहां डॉट के बजाय डॉट लगाया जाए क्योंकि यहां करंट इंटर कर रहा है तो करंट लीव कर रहा है इसका मतलब है कि उस स्थिति में के बजाय सामान्य होगा यह तब L1 2 M होगा सामान्य तौर पर वास्तव में यह L1 2 M होना चाहिए था यदि ऐसा हुआ कि डॉट यहाँ है और यह डॉट नहीं है और यह डॉट यहाँ है तो उस स्थिति में क्या होगा जब करंट डॉट को छोड़कर जा रहा है लेकिन इस कॉइल करंट में फिर से डॉट में इंटर करना होगा यह होगा फिर से होगा फिर से होगा इसका मतलब है क्या यह एक साइन है जो मुझे एक बार इंटर करने के बाद दूसरे में इंटर करने के बाद लीव कर देगा यह होगा अब इसी तरह अगर एक और मान लें कि डॉट यहाँ है और डॉट यहाँ है तो यह डॉट वहाँ नहीं है यह डॉट नहीं है तो यहाँ भी करंट डॉट को लीव कर रहा है यहाँ भी करंट डॉट को लीव कर रहा है दोनों कॉइल करंट डॉट को लीव कर रहे हैं उस स्थिति में यह साइन होना चाहिए सॉरी यह एक साइन नहीं होना चाहिए यह एक होना चाहिए और यह साइन होना चाहिए इसलिए यदि दोनों यदि करंट दोनों डॉट को लीव कर रहे है या दोनों डॉट साइन में इंटर करते है यदि करंट या तो इस कॉइल का एक बार जब यह डॉट में इंटर कर रहा है तो दूसरा डॉट लीव कर रहा है यह साइन होगा रिफर स्लाइड टाइम 2857 तो यह टाइम डोमेन है अब अगर r फ़्रीक्वेंसी डोमेन पर आते हैं तो म्यूच्यूअल इंडकटेंस j M होगा और यह j L1j है रिफर स्लाइड टाइम 2909 तो अब इस वजह से अगर r की तरह है या r बोल सकते है जो म्यूच्यूअल इंडकटेंस वोल्टेज जनरेटर के साथ एक सर्किट है तो मैंने दो बार कहा कि यह रिपीटेड होगा तो j L1j M और j तथाj और i तो यह मैंने कहा है कि यह रिपीटेड होगा इस तरह फ़्रीक्वेंसी डोमेन में सर्किट को रिप्रेसेंट कर सकते है तो इसका मतलब है कि अगर अब पता लगाने की कोशिश करें तो अब यहाँ k v l अप्लाई नहीं करना चाहिए तो इस पर यहाँ लिखा गया है तो यह j L1i1j M सॉरी j li यह r वोल्टेज सोर्स होगा तब मेरा मतलब लिखने के लिए होगा तो अगर इसे यहाँ बनाते हैं तो यह j L1i होगा तो यह j M ij ri और फिर j M Miv है तो पता लगा सकते हैं कि i क्या हैं क्योंकि इसमें यह एक वोल्टेज सोर्स है j का i और यह j का i है तो इसीलिए यह इंडकटेंस वोल्टेज जनरेटर है इस तरह से इस पर विचार करना होगा इसलिए मैंने यहाँ जो लिखा है वही यहाँ लिखा है रिफे स्लाइड टाइम 3023 तो अंततः यह i V j L1 2 M बन जाएगा अगर यह वही तरीका है जिसे हमने लिया है और सभी वर्शन को मैंने दिखाया है कि इसे कैसे लेना है रिफेर स्लाइड टाइम 3035 यदि एक कॉइल पर वह डॉट म्यूच्यूअल के साइन को रिवर्स कर देता है तो वे टर्म या तो इकवेशन 2 में होंगे या इकवेशन 3 में होंगे मैं सब कुछ समझाता हूँ रिफर स्लाइड टाइम 3046 इसका मतलब है कि सीरीज में जुड़े 2 म्यूच्यूअली कपल्ड कॉइल के एक़ुइवेलेनट इंडकटेंस यह L1 2 M होगा मेरा मतलब है कि अगर कॉइल में से सिर्फ एक अगर इस पोजीशन को बदल देता है तो यह L1 2 M होगा इसका मतलब है सामान्य तौर पर यह L1 2 M होगा चूँकि इंडकटेंस पॉजिटिव होना चाहिए इसलिए यह L1 2 होगा यह इकवेशन 6 है इसे 2 M होना चाहिए रिफर स्लाइड टाइम 3118 अब जब 2 कॉइल पैरेलल में हैं तो मान लीजिए कि ये 2 कॉइल पैरेलल में हैं जो कि सीरीज है अब यह एक पैरेलल है जिसने इसे यहां किया है करंट में यह साइक्लिक करंट i1 और i2 ली जाती है तो डायरेक्शन में डायरेक्शन में इसमें से एक यह i1 i 2 इसे यहां मार्क किया गया है और यहां करंट साइक्लिक है तो यह करंट i 2 है इसका मतलब है i1 i 2 डॉट में इंटर कर रहे हैं i 2 करंट i 2 भी डॉट में इंटर कर रहे हैं तो जब भी यह इसमें होता है तो यह कौन सा कॉइल है और यह वास्तव में फ़्रीक्वेंसी डोमेन है जो कि 2 डॉट है और यह एक म्यूच्यूअल रिअक्टेंस है j M जो यहाँ लिखा गया है यह j L1 है और यह सीधे j के बराबर है है बचा हुआ समान हैं इसलिए चूंकि 2 करंट i1 i 2 डॉट में इंटर कर रहे हैं क्योंकि यह डायरेक्शन i1 है यह डायरेक्शन i 2 है रिजलटेंट i1 i 2 को इस डायरेक्शन में ले लिया है तो i1 i 2 डॉट में इंटर कर रहा है i 2 भी डॉट में इंटर कर रहा है अर्थात इस तरह से r डॉट कन्वेंशन के लिए जाना होगा जबकि इकवेशन साइन आएगा और यह म्यूच्यूअल इंडकटेन्स M होगा रिफर स्लाइड टाइम 3231 तो अगर इस तरह लिखते हैं तो यह यह इकवेशन है कि r की तरह यह उसी तरह से उस म्यूच्यूअल इंडकटेन्स वोल्टेज जनरेटर को फ्रीक्वेंसी डोमेन में डाल रहे हैं जिसे हम लिख रहे हैं तो i1 i 2 दिखा रहा है j L1 यह j M i 2 होगा तो होगा वहाँ होगा क्योंकि दोनों i1 i 2 डॉट में इंटर कर रहे है इसका मतलब है कि r इस डॉट के साथ यह एडीटिव होगा इस बारे में थोड़ा केयरफुल रहें अगर मैं यहां से डॉट को यहां से बदलता हूं मान लीजिए रिफर टाइम 3301 टॉप अगर मैं पोलारिटी से नीचे रखूं तो यहां बदलना होगा इसके बारे में केयरफुल रहें तो इसी तरह यहाँ भी इस के कारण i1 i 2 वोल्टेज यहाँ इंडयुसड होगा इसलिए j M i1 i 2 हैं तो अब क्या करें कि 2 समस्याए है तो यह क्या कर सकते है यह पता लगाने की कोशिश करें कि क्या vi1 होगा क्या rv ri1 होगा तो यहाँ k v l अप्लाई करें k v l को अप्लाई करने के लिए और इसे i1 और i2 के लिए सोल्व करें इसलिए मैं फाइनल सलूशन दूंगा इसलिए कुछ समय बच जायेगा रिफर स्लाइड टाइम 3342 रिफे स्लाइड टाइम 3343 तो इस मामले में अगर इसे सोल्व किया जाएगा तो यह क्या होगा यह वास्तव में स्माल i1होगा यहां यह केपिटल I हैं वास्तव में यह गलती से होना चाहिए था मेरे पास केपिटल N v है r j L1 के लिए सोल्व करें यदि इसे सोल्व किया जाए तो j L1 M 2 को L1 2 M से डिवाइड किया जाएगा कृपया इसे प्रीवियस सर्किट से प्राप्त करें कि इसे यहाँ से प्राप्त करें प्लीज इसे यहाँ से प्राप्त करें यहाँ से हम k v l अप्लाई करते हैं और इसे v बाय i1के लिए सोल्व करते हैं तो यह स्माल i1 है स्माल i1 इसे प्राप्त करेगा अब देखो और चाहे M नेगेटिव हो या पॉजिटिव M 2 हमेशा पॉजिटिव रहेगा और यह L1 2 m है तो एकुईवेलेंट इंडकटेंस lL1 M 2 को L1 2m इस टाइटल से डिवाइड किया जाएगा रिफर स्लाइड टाइम 3435 इकवेशन 8 के डिनोमिनेटर में M का मार्क यह डॉट पोलारिटी के साथ बदलता है लेकिन नुमरेटर नहीं बदलता है क्योंकि a को M 2 पॉजिटिव कॉल कर सकते है इसका मतलब है कि अगर डॉट डाल दिया जाए तो इंटर डॉट को बदल दें तो साइन बदल जाएगा M का साइन बदल जाएगा इसका मतलब है ये इकवेशन इसका मतलब है ये इकवेशन ये डिनोमिनेटर यह भी बन जाता है तो जो कुछ भी डॉट के अनुसार लिया गया है वह सिर्फ कमबाइनर है यह डॉट को बदल देगा और इसे सोल्व कर देगा इसका मतलब है कि यह r M नेगेटिव है या पॉजिटिव है यह यहां होगा यह बदल जाएगा लेकिन यहां M 2 हमेशा पॉजिटिव होता है रिफर स्लाइड टाइम 3516 तो यह वही है जो लिखा गया है इसलिए ईक्वेशन 6 हमने स्थापित किया है कि L1 2 M इसका मतलब है M और यहाँ के बाद से ओवरआल इंडकटर जो सीरीज सर्किट के लिए है सीरीज सर्किट L1 2M देखा है और यदि L1 arL1 M 2 0 है ओवरआल इंडकटेंस पॉजिटिव होना चाहिए यहाँ स्थापित किया है कि L1 2 M जो यहाँ हमेशा पॉजिटिव है L1 L1 M 2 0 0 या M लेस्स देंन फ्रॉम थिस ईक्वेशन M लेस्स देंन फ्रॉम थिस ईक्वेशन L1बाये 2 से और M लेस्स देंन फ्रॉम थिस ईक्वेशन r√ rL1 हैं रिफर स्लाइड टाइम 3602 तो यह अर्थमेटिक मीन है और यह जियोमेट्रिक मीन है तो जियोमेट्रिक मीन हमेशा अर्थमेटिक मीन से कम होता है इसका मतलब है यह वैल्यू यह तरीका है तो यह वह वैल्यू है जिसे एक्साम्पल के लिए लिया जाना है मान लीजिए कि दो नंबर है मान लीजिए 3 और 5 यह अर्थमेटिक मीन 3 बाय 5 बाय 2 4 है लेकिन यदि इसे जियोमेट्रिक मीन लें तो यह 3 5 है यह √15 होगा तो यह जियोमेट्रिक मीन है यह r से कम है जिसे 4 से कम कहते हैं इसलिए जियोमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन से कम है सिवाय वे समान हैं यदि दोनों समान 4 4 लेते हैं तो दोनों सेम होंगे रिफर स्लाइड टाइम 3646 तो इसका मतलब है इकवेशन 10 बताती है कि एक म्यूच्यूअल इंडकटेंस L1 के अर्थमेटिक मीन से कम होना चाहिए जबकि इकवेशन 11 यह भी बताती है कि म्यूच्यूअल इंडकटेंस L1 के जियोमेट्रिक मीन से कम होना चाहिए लेकिन L1 का जियोमेट्रिक मीन L1 के अर्थमेटिक मीन के बराबर से कम यदि वे बराबर नहीं हैं रिफर स्लाइड टाइम 3658 एक्साम्पल के लिए इसका मतलब है √L1r लेस देनL1 डिवाइडेड बाय 2 है इसलिए यदि lI का मतलब है कि यह बराबर होगा जब L1अन्यथा यह इससे कम है रिफर स्लाइड टाइम 3727 इसलिए म्यूच्यूअल इंडकटेंस की मैक्सिमम वैल्यू M मैक्सिमम √L1L2के रूप में लिया जा सकता है लेकिन L1बाय 2 से नहीं इसलिए कुछ इकवेशन 11 हम डिफाइन करते हैं कि M को √L1से कम 1 यह इकवेशन 13 है रिफर स्लाइड टाइम 3746 इसलिए हम K इस टर्म k M को √L1 से डिफाइन करते हैं इसे कपलिंग कोफिसिएंट कहते हैं K लाइन 0 और 1 के बीच है रिफर स्लाइड टाइम 3756 K1 का फिजिकल मीनिंग यह है कि कॉइल में करंट द्वारा उत्पन्न सभी फ्लक्स एक दूसरे को लिंक करता है इसलिए यदि यह K 1 आयरन कोर ट्रांसफॉर्मर K है तो 1 हैं और एयर कोर कॉइल K की तुलना में 1 से बहुत कम होगा इसके साथ यह बहुत छोटा है Glossary English Word Word Meaning Entire इनटायर संपूर्ण rule रूल नियम hope होप आशा language लैंग्वेज भाषा ultimately अलटीमेटली अंततः previous प्रीवियस पिछला